नमस्कार तो पिछली कक्षा में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में चर्चा की हम एसी एनालिसिस के संबंध में विभिन्न थ्योरम पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे आज के सत्र में हम थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे आइए देखें कि एसी सर्किट एनालिसिस के संबंध में वे थ्योरम क्या हैं पहले हम थेवेनिन और नॉर्टन के थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जब हम AC सर्किट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो नॉर्टन और थेवेनिन इक्विवैलेन्स क्या होगा तो इस मामले में भी थेवेनिन और नॉर्टन के थ्योरम को एसी सर्किट में उसी तरह लागू किया जाता है जैसे डीसी सर्किट के मामले में किया गया था अब यदि आप सुपरपोज़िशन थ्योरम के मामले में देखते हैं तो हमने चर्चा की कि यदि विभिन्न फ्रीक्वेंसी के साथ सोर्स हैं तो हमें प्रत्येक फ्रीक्वेंसी डोमेन के अनुरूप अलग सर्किट बनाने और फिर जानकारी को सरल करने की आवश्यकता है इस मामले में हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग सर्किट भी बनाएंगे और फिर अंत में हम सर्किट को हल करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करेंगे अब आइए हम इक्विवैलेन्ट सर्किट द्वारा एक फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए थेवेनिन और नॉर्टन के थ्योरम को समझें इक्विवैलेन्ट सर्किट और कुछ नहीं बल्कि थेवेनिन या नॉर्टन के इक्विवैलेन्ट है तो हम थेवेनिन इक्विवैलेन्ट और नॉर्टन इक्विवैलेन्ट कैसे बनाएंगे हम उसी तकनीक का उपयोग करेंगे जिसका उपयोग हमने डीसी सर्किट एनालिसिस के मामले में किया था जहां हमारे पास एक लीनियर सर्किट होगा इस लीनियर सर्किट का प्रतिनिधित्व थेवेनिन इक्विवैलेन्ट की मदद से किया जाएगा हमारे पास थेवेनिन वोल्टेज के साथ सीरीज में थेवेनिन इम्पीडेन्स होगा इसी तरह नॉर्टन के इक्विवैलेन्ट लीनियर सर्किट को नॉर्टन के इक्विवैलेन्ट में बदल दिया जाएगा जहाँ पर करंट सोर्स जो नॉर्टन का करंट सोर्स है जो कि है पैरेलल में नॉर्टन का इम्पीडेन्स होगा तो आप देख सकते हैं कि ये दो सर्किट जो कि थेवेनिन के इक्विवैलेन्ट हैं और नॉर्टन के इक्विवैलेन्ट एक दूसरे के ड्यूल हैं और थेवेनिन वोल्टेज है जो है और दोनों ही स्थितियों में आपके थेवेनिन का इम्पीडेन्स और नॉर्टन का इम्पीडेन्स समान होगा इस तरह आप थेवेनिन के इक्विवैलेन्ट को नॉर्टन के इक्विवैलेन्ट में बदल सकते हैं अब हम कुछ उदाहरणों की मदद से इन इक्वेशन को समझते हैं सबसे पहले हम थेवेनिन थ्योरम का उपयोग करेंगे उदाहरण के लिए दिए गए सर्किट के टर्मिनल 'a' 'b' पर थेवेनिन इक्विवैलेन्ट प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पहले हम का मान निकालेंगे कुछ भी नहीं है बल्कि टर्मिनल a से b देखा जाने वाला इम्पीडेन्स है जबकि वोल्टेज सोर्स को 0 के बराबर सेट करना है 0 के बराबर वोल्टेज सोर्स को सेट करने का मतलब है कि वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट होगा और करंट सोर्स ओपन सर्किट होगा इस मामले में हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं और जब हम सर्किट के टोपोलॉजिकल पहलू पर हमारे ज्ञान की मदद से इस विशेष सर्किट को पुनर्व्यवस्थित करेंगे हमें पता चलेगा कि अब इस सर्किट में दो पैरेलल कॉम्बिनेशन j6Ω इम्पीडेन्स के साथ पैरेलल में 8 ohm रेजिस्टेंस और फिर 4Ω और j12Ω इम्पीडेन्स दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में हैं तो हमारा सर्किट कैसा दिखेगा सर्किट ऐसा लगेगा जैसे आप चित्र में देख सकते हैं f और d शॉर्ट सर्किट हैं इसलिए उन्हें डायग्राम में एक साथ जोड़ दिया गया है तो यदि आप सर्किट पर वापस जाते हैं f और डी शॉर्ट सर्किट नहीं हैं क्योंकि आपने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट के रूप में डाल दिया है अब नया सर्किट जैसा कि चित्र में दिखाया गया है और थेवेनिन इक्विवैलेन्ट रेजिस्टेंस दिया गया है तो अब आपको थेवेनिन इक्विवैलेन्ट सर्किट मिल गया है अगला काम है थेवेनिन वोल्टेज का पता लगाना तो थेवेनिन वोल्टेज टर्मिनल a b में वोल्टेज है तो कैसे हल करें हम पहले I1 और I2 करंट का पता लगाने की कोशिश करेंगे I1 d f सेगमेंट में बह रहा है और I2 सेगमेंट के दाईं ओर बह रहा है इसलिए केवीएल को लूप bcdeab में लगाने पर और फिर यदि आप हल करते हैं तो अब आपको थेवेनिन इम्पीडेन्स यानी Zth मिल गया है और फिर आपको Vth मिल गया है इसलिए आप थेवेनिन इक्विवैलेन्ट बना सकते हैं जिससे आपको मिलेगा Vth और सीरीज में आपके पास Zth होगा जिसको आपने निकाला है अब एक और उदाहरण देखते हैं कि हमें सर्किट के लिए फिर से थेवेनिन इक्विवैलेन्ट की आवश्यकता है जहां आप डिपेंडेंट करंट सोर्स को देखते हैं अब को निकालने के लिए हम जो काम करेंगे वह टर्मिनल a b में वोल्टेज का पता लगाना है तो कैसे पता लग़ायेंगे यदि आप इस डायग्राम को देखते हैं करंट जो कि करंट सोर्स से बह रहा है तो I naught प्लस 05 I naught के बराबर है तो यदि आपने केसीएल लागू किया है तो इस नोड पर लगाएं तो आप क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं अब आपको दाहिने हाथ की तरफ लूप में KVL लगाने की आवश्यकता है तो यदि आप KVL लागू करते हैं तो आप लिख सकते हैं या इस प्रकार थेवेनिन वोल्टेज है अगला कार्य आपको Zth पता लगाने की आवश्यकता है तो Zth का पता लगाने के लिए हम इंडिपेंडेंट सोर्स को हटा देते हैं तो इस मामले में इंडिपेंडेंट सोर्स करंट सोर्स है यदि आप करंट सोर्स को हटाते हैं तो अपडेटेड सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है और अब टर्मिनल a b में हम एक करंट सोर्स को लगाते हैं जिसका मूल्य 3 A है हमने तीन एम्पीयर लिया है एक मनमाने विकल्प के रूप में आप किसी भी मूल्य को मान सकते हैं थेवेनिन इम्पीडेन्स यदि आप नोड पर KCL लगाते हैं अब दाएं हाथ की तरफ लूप में केवीएल को लगायें जो कि आप यहां देख रहे हैं तो आप केवीएल लगाते हैं इसलिये अब इस उदाहरण में हमें नॉर्टन थ्योरम का उपयोग करते हुए का पता लगाने की आवश्यकता है जो कि a से b बहने वाला करंट है तो नॉर्टन इक्विवैलेन्ट का पता लगाने के लिए पहले हमें टर्मिनल a b से लोड हटाने की जरूरत है अब हमें क्या पता लगाना है हमें नॉर्टन इक्विवैलेन्ट इम्पीडेन्स पता करना है जो कि है जब आपसे निकालने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है आपको अपडेटेड सर्किट मिलेगा अब यदि आप इस विशेष हिस्से को देखते हैं जो कि 8 ohm रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस द्वारा j2 ohm रिएक्टेंस के साथ सीरीज में है और फिर 10 ohm रेजिस्टेंस और इंडक्टर द्वारा प्रस्तावित j4 रिएक्टेंस है तो इसे हल किया जाएगा क्योंकि आपके पास एक करंट वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है जो शॉर्ट सर्किट था यह हिस्सा तब पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और उस स्थिति में होगा तो आप क्या कह सकते हैं आपका नॉर्टन इक्विवैलेन्ट इम्पीडेन्स 5 ohm है अगला कार्य आपको का पता लगाने की आवश्यकता है का पता लगाने के लिए हम a और b को शार्ट सर्किट करते हैं और फिर हम के लिए हल करते हैं अब इस डायग्राम से आप करंट सोर्स को देख सकते हैं जो कि वहां है जो दो लूप के बीच आ रहा है तो आप क्या बना सकते हैं आप सुपर मेष बना सकते हैं क्योंकि करंट सोर्स दोनों मेषों के लिए एक समान है हम मेष 2 और 3 से एक सुपर मेष बनाएंगे और फिर हम मेष इक्वेशन लिखेंगे मेष 1 से सुपरमेश से नोड a पर मेष 2 और 3 के बीच करंट सोर्स के कारण पहले दो इक्वेशन जोड़कर हमें मिलेगा इसलिए और फिर आप I2 को इस इक्वेशन में डाल सकते हैं

नॉर्टन करंट है नॉर्टन इक्विवैलेन्ट सर्किट जैसा कि दिखाया गया है और करंट डिवीज़न द्वारा अब हम एक और थ्योरम पर आते हैं जिसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहा जाता है तो डीसी सर्किट के मामले में हम आरएल लोड को पावर सप्लाई नेटवर्क द्वारा मैक्सिमम पावर देने की समस्या को हल करते हैं तो हम कैसे हल करें हमने गणित रूप से हल किया और देखा कि पहले सर्किट को इसके थेवेनिन इक्विवैलेन्ट द्वारा दर्शाया गया है और फिर गणित रूप से हम यह साबित करते हैं कि मैक्सिमम पावर लोड को दी जाएगी यदि लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर है तो डीसी सर्किट के मामले में हमने यही साबित किया था अब वही अवधारणा एसी सर्किट के लिए विस्तारित होगी और हम उस स्थिति का पता लगाने की कोशिश करेंगे जिसके तहत सर्किट में एसी सोर्स होने पर मैक्सिमम पावर लोड में ट्रांसफर Transfer स्थानांतरित हो जाएगा तो अब हम फिर से उसी सर्किट पर विचार करते हैं जिसे हम एक लीनियर सर्किट मानते हैं हमारे पास एक लोड ZL जुड़ा हुआ है तो यह लीनियर सर्किट पहले थेवेनिन इक्विवैलेन्ट में परिवर्तित किया जाएगा तो हमारे पास Zth के साथ सीरीज में Vth होगा और फिर ZL को थेवेनिन इक्विवैलेन्ट टर्मिनल से जोड़ा जाएगा अब लोड आमतौर पर इम्पीडेन्स द्वारा दर्शाया जाता है तो यही कारण है कि यहां हम लोड ZL से दिखा रहे हैं अब हम ZL और Zth को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं Zth और कुछ नहीं बल्कि Rth plus j Xth है तो ZL को आप RL plus jXL के रूप में लिख सकते हैं तो मूल रूप से यह Rth plus j XTh और ZL RL plus j XL के बराबर है तो अब आप Zth और ZL को दो हिस्सों रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में बाँट सकते हैं अब अगला आपको करंट का पता लगाने की आवश्यकता है जो लोड से बह रहा है तो करंट कितना है करंट निकालने के लिए Vth को Zth plus ZL द्वारा डिवाइड करना है तो वह Zth प्लस ZL है अब आप केवल Zth और ZL के रेक्टेंगुलर फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं तो आप केवल Rth plus j XTh Plus RL plus j XL के रूप में लिख सकते हैं तो अब आपको I मिल गया है लोड को दी गई एवरेज Average औसत पावर क्या है लोड को दी गई एवरेज पावर को P के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि P 12 I स्क्वायर R के बराबर है 1 by 2 क्यों आ रहा है क्योंकि यह RMS वैल्यू नहीं है तो अगर यह एक पीक वैल्यू है तो आपको P की वैल्यू 12 I स्क्वायर R के रूप में मिलेगी तो यदि I आरएमएस है तो आप Iआरएमएस स्क्वायर R लिख सकते हैं जो लोड को एवरेज पावर दी गयी है तो यहाँ इस मामले में P 12 I स्क्वायर R होगा इसका मतलब है कि Vth स्क्वायर RL2 तो यहाँ R का अर्थ है RL लोड को दी गई पावर और फिर हम I को Vth और Zth और ZL के संदर्भ में लिखते हैं तो हम पावर पी को Vth RL और Rth के संदर्भ में लिख सकते हैं जैसा स्लाइड में दिखाया गया है अब अगला काम क्या है हमारा उद्देश्य लोड पैरामीटर को एडजस्ट Adjust समायोजित करना है जो कि आरएल और एक्सएल है दिखाएँ कि P की वैल्यू मैक्सिमम है तो पी की मैक्सिमम वैल्यू कैसे प्राप्त करें ऐसा करने के लिए हमने डेल पी बाई डेल आरएल और डेल पी बाई डेल एक्सएल को 0 के बराबर कहा है तो यदि आप डेल पी बाई डेल आरएल और डेल पी बाई डेल एक्सएल की वैल्यू इस इक्वेशन का उपयोग करके निकालते हैं आप क्या लिख सकते हैं डेल पी बाई डेल एक्सएल Vth स्क्वायर इनटु आरएल इनटु Xth plus XL डिवाइडेड बाई Rth प्लस RL स्क्वायर प्लस Xth प्लस XL स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर तो यह वह है जो आपको मिलता है जब आप इस इक्वेशन को एक्सएल के संबंध में डिफ्रेंटिएट करते हैं इसी तरह जब आप पॉवर P को डिफ्रेंटिएट करते हैं RL के संबंध में तो आपको इक्वेशन मिलती है जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है अब यदि आप जब आप डेल पी बाई डेल एक्सएल को 0 के बराबर पर सेट करते हैं तो क्या होगा तो यह 0 नहीं हो सकता है यह फिर से नहीं हो सकता है तो क्या 0 हो सकता है Xth प्लस XL है तो जब आप Xth प्लस XL को 0 के बराबर सेट करते हैं तो आपको यह कंडीशन मिलती है कि XL को माइनस Xth के बराबर होना चाहिए इसी तरह जब आप डेल पी बाई डेल आरएल को 0 के बराबर सेट करते हैं और इस हिस्से को हल करते हैं तब आपको आरएल रूट Rth स्क्वायर प्लस Xth प्लस XL स्क्वायर के बराबर मिलता है अब यदि आप XL की वैल्यू माइनस Xth इस एक्सप्रेशन में डालते हैं आप इसे सरल कर सकते हैं और आपको RL Rth के बराबर मिलेगा तो अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन के लिए आपको कंडीशन के लिए इक्वेशन मिल गई है वह है XL माइनस Xth के बराबर होना चाहिए और RL Rth के बराबर होना चाहिए तो अब आप लिख सकते हैं कि मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफर के लिए ZL को इस तरह से चुना जाना चाहिए कि XL को माइनस Xth के बराबर और RL को Rth के बराबर होना चाहिए या आप लिख सकते हैं ZL RL प्लस jXL के बराबर है जो Rth माइनस jXth के बराबर है यह क्या है यह Zth का काम्प्लेक्स कोंजूगेट है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ZL थेवेनिन इम्पीडेन्स के काम्प्लेक्स कोंजूगेट के बराबर है तो अब मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर होने वाली है इस स्थिति में Pmax मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर की जाएगी वह Vth स्क्वायर बाई 8 Rth के बराबर होगी आपको कैसे मिला आप बस RL की वैल्यू Rth डालते हैं और XL माइनस Xth के बराबर है तो यह वैसे भी जीरो Zero शून्य हो जाएगा यह 4 Rth स्क्वायर के बराबर होगा और फिर न्यूमेरटर में आपको Vth स्क्वायर Rth बाई 2 प्राप्त होगा तो एक Rth कैंसिल हो जाएगा और अंत में आपको Vth स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इनटू 2 जो कि 8 Rth है तो यह वही है जो आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन के रूप में मिलता है तो यदि आप डीसी सर्किट से तुलना करते हैं तो यह थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ इम्पीडेन्स में रिएक्टिव हिस्सा लिया गया है अब एसी के मामले में यदि आपका लोड पूरी तरह से रियल है तो कंडीशन क्या होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन निकालने के लिए XL को 0 के बराबर सेट करना होगा तो आप वैल्यू कहां डालेंगे आप XL की वैल्यू यहाँ 0 के बराबर रखेंगे आपको क्या मिलता है RL रुट Rth स्क्वायर प्लस Xth स्क्वायर के बराबर होगा अतः dc के मामले में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए RL को Rth के बराबर करना है लेकिन ac के मामले में RL की वैल्यू अंडररुट Rth स्क्वायर प्लस Xth स्क्वायर के बराबर होगी तो इसका क्या मतलब है इसका अर्थ है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर सिर्फ रेजिस्टेंस लोड के लिए लोड इम्पीडेन्स जो कि इस मामले में रेजिस्टेंस थेवेनिन इम्पीडेन्स के बराबर होगा तो अब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर को लोड इम्पीडेन्स ZL निर्धारित करने के लिए उपयोग करेंगे जिससे सर्किट से ली गई एवरेज पावर को मैक्सिमम किया जा सके अब यदि आप सर्किट देखते हैं आपके पास वोल्टेज के रूप में लागू 10 एंगल Angle कोण 0 है और फिर वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में 4 ओम का रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में आपके पास 8 ओम रेजिस्टेंस माइनस j6 ओम कपैसिटर का रिएक्टेंस के साथ सीरीज में है और फिर j5 ओम इंडक्टर का रिएक्टेंस है अब लोड ZL टर्मिनल पर जुड़ा हुआ है तो पहला काम जो हमें करना है वह यह है कि पहले आपको लोड टर्मिनल पर थेवेनिन इक्विवैलेन्ट प्राप्त करने की आवश्यकता है तो पहले हम सर्किट से लोड हटा देंगे जब आप लोड हटाते हैं तो आपको ऐसा सर्किट मिलता है आपके पास 10 वोल्ट 4 ओम 8 ओम और माइनस j6 और j5 ओम जुड़े हुए हैं तो आपको इस तरह सर्किट मिलेगा थेवेनिन इम्पीडेन्स का पता लगाने के लिए आप इसे शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आपका सर्किट ऐसा हो जाएगा और अब यह 4 ओम रेजिस्टेंस माइनस j6 ओम रिएक्टर के साथ सीरीज में 8 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में होगा तो यदि आप इसे हल करते हैं तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के परिणाम को इनडक्टेन्स के j5 ओम रिएक्टेंस के साथ जोड़ा जाएगा आपको Zth 2933 प्लस j 4467 ओम के रूप में मिलेगा तो इसे हल करने से आपको Zth की वैल्यू मिलेगी अब आपको Vth की वैल्यू पता लगाने की आवश्यकता है तो आप Vth का पता कैसे लगा पाएंगे यह आसान सर्किट है जहां आप वोल्टेज डिवीजन का उपयोग कर सकते हैं और Vth की वैल्यू पता लगा सकते हैं तो Vth 8 प्लस माइनस j6 को 8 माइनस j6 प्लस 4 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जब आप हल करते हैं तो आप Vth को 7454 एंगल माइनस 103 डिग्री वोल्ट प्राप्त करते हैं अब आपको Vth और Zth मिल गया है अगला कार्य आपको ZL की वैल्यू का पता लगाने की आवश्यकता है जो कि थेवेनिन इक्विवैलेन्ट के टर्मिनल से जुड़ा हुआ लोड है तो मैक्सिमम ट्रांसफर के लिए ZL की वैल्यू क्या होगी ZL Zth के काम्प्लेक्स कोंजूगेट के बराबर होगा तो ZL का मूल्य क्या होगा ZL का पता आप Zth के काम्प्लेक्स कोंजूगेट को मानकर लगा सकते हैं जो 2933 माइनस j 4467 ओम है तो यह आप देख सकते हैं कि लोड इम्पीडेन्स आप आसानी से थेवेनिन इक्विवैलेन्ट बनाकर पता लगा सकते हैं तो इसके साथ हम अपने आज के सत्र को समाप्त कर सकते हैं इस सत्र में हमने अपने एसी सर्किट एनालिसिस के संबंध में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम के बारे में चर्चा की तो अगले लेक्चर Lecture व्याख्यान में हम मैग्नेटिकली Magnetically चुंबकीय कपल्ड सर्किट के बारे में चर्चा करेंगे